नमस्ते और mechanobiology का परिचय के बारे में हमारी आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में मैंने शारीरिक कारकों के प्रभाव स्टेम सेल वसा को विनियमित करने में विशेष रूप से चर्चा शुरू की थी इसलिए पहले मैंने दिखाया है कि सेल आकार सेल आकार को प्रभावित करता है और सेल तनाव सेल भाग्य को प्रभावित करता है तो कम तनाव के साथ आपके पास एडिपोजेनिक डिफरेंटशिएशन है और उच्च तनाव में आपके पास ओस्टोजेनिक डिफरेंटशिएशन है इसके अलावा मैंने एक पेपर पर चर्चा की जहां हमने दिखाया कि निरंतर सेल प्रसार क्षेत्र में सेल आकार में छोटे परिवर्तन सेल भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं और अंत में मैंने कठोरता के बारे में चर्चा शुरू की तो ECM कठोरता को प्रत्यक्ष कोशिका प्रसार के लिए दिखाया गया हैयह यू ली वैंग पेपर है जिसने पहली बार इसका प्रदर्शन किया था और यह वृद्धि हुई सेल प्रसार अधिक फोकल जोड़ संकेत द्वारा संचालित है अन्य अध्ययनों ने सेल प्रसार प्रवासन पर प्रभाव का प्रदर्शन किया है और यह भी वर्णन किया गया है कि कठोरता डिफरेंटशिएशन को नियंत्रित करती है तो आज मैं इस पेपर मैट्रिक्स लोच निर्देशन स्टेम सेल वंश विनिर्देश सेल 2006 Matrix Elasticity directs stem cell lineage specification Cell 2006 पर चर्चा शुरू कर देंगे तो सवाल लेखकों को पूछा कि in vivo में आपके पास परिमाण के क्रम है तो मस्तिष्क नरम होना मांसपेशियों का मध्यवर्ती कठोर होना हड्डी का कठोर होना यह क्रम 1 kPa क्रम 10 kPa क्रम 100 kPa का है और चरम में आपके पास रक्त है जो द्रव जैसा है तो इन वातावरणों को देखते हुए जो कि in vivo में मौजूद हैं कैसे स्टेम सेल कठोरता का जवाब देते हैं यदि और यदि हां तो कैसे इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लेखकों ने PA gel को लिया उन्होंने इसे कोलेजन के साथ क्रियाशील किया और फिर उन्होंने hMSCs पर कोशिकाओं को प्लेट किया इसलिए वृद्धि कारक एक स्थिर 10 प्रतिशत सीरम था जैसा कि सामान्य कोशिका कलचर में मौजूद है लेकिन कोई अतिरिक्त जुड़ा हुआ कारक नहीं था और जो ट्यून किया गया वह PA gel की कठोरता थी इसलिए सबसे पहले अन्य कोशिकाओं की तरह कठोरता के एक कार्य के रूप में सेल फैलावा यदि आप 24 घंटों के बाद ट्रैक करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि संतृप्त प्रोफ़ाइल कोशिकाएं अपने प्रसार को बढ़ाती हैं सबसे नरम पर आपके पास इन कोशिकाओं का कम से कम फैला हुआ क्षेत्र है और जैसे जैसे आप कठोरता बढ़ाते जाते हैं फैलावा ज्यादा बढ़ता है कठोरता बढ़ती जाती है और कुछ कठोरता से परे फैलावा स्थिर होती जाती है दिलचस्प बात यह है कि यह अन्य कोशिकाओं में भी देखा गया है तो यह आपकी hMSC प्रतिक्रिया है और आप यह फाइब्रोब्लास्ट सहित अधिकांश अन्य आसन्न कोशिकाओं में देखते हैं हालाँकि यदि आप आकृति को देखते हैं तो यह नरम 1 kPa कठोरता है यह 12 kPa कठोरता है और यह 34 kPa कठोरता है इसलिए जब आप पूछते हैं कि लेखक ने कोशिकाओं का आकार सबसे नरम 1 kPa जेल पर क्या पाया कोशिकाओं में अधिक लम्बी या शाखित मोरफ़ोलॉजी था शाखित मोरफ़ोलॉजी एक न्यूरॉन से संबंधित है यह एक नाभिक है मध्यवर्ती सतह पर कोशिकाएं मांसपेशी की तरह अधिक दिखती थीं 12 Kpa से कोशिकाएं इस तरह अधिक दिखती थीं 34 kPa के आसपास कोशिकाएं अधिक बहुभुज दिखती थीं और यह लम्बी मोरफ़ोलॉजी या मांसपेशी पर्यावरण की थी और कठोर वातावरण पर बहुभुज और इसी तरह हमने कांच पर समान आकार का अवलोकन किया इसलिए उन्होंने तब कुछ विस्तृत मोरफ़ोलॉजीकल सहसंबंध किया इसलिए उन्होंने स्पिंडल फैक्टर spindle factorके रूप में कुछ परिभाषित किया तो स्पिंडल फैक्टर क्या है यह कुछ भी नहीं अगर आप एक दीर्घवृत्त की तरह एक सेल आकार का अनुमान लगाते हैं तो स्पिंडल फैक्टर छोटी धुरी द्वारा प्रमुख धुरी है तो मूल्य से उच्च का मतलब है कि यह एक दिशा में अधिक लम्बी है और उन्होंने स्पिंडल फैक्टर के साथ साथ प्रति सेल शाखाओं की औसत संख्या शाखाओं की संख्या को भी ट्रैक किया तो उन्होंने पाया वह ब्रांचिंग के संदर्भ में आपके पास नरम सतहों पर अधिकतम ब्रांचिंग था और फिर एक गिराव थी उन्होंने परिपक्व न्यूरॉन्स के साथ समान व्यवहार का अवलोकन किया तो यह परिपक्व न्यूरोनल कोशिकाएं हैं और ये आपके hMSCs हैं और आपके पास सबसे नरम सतह पर अधिकतम शाखाएं थीं इतना ही नहीं अगर आपने स्पिंडल फैक्टर को प्लॉट किया है तो यह आपकी कठोरता धुरी है और यह आपकी स्पिंडल फैक्टर है तो जो उन्होंने पाया वह आपका 12 kPa है जो मोटे तौर पर मांसपेशियों के ऊतकों की कठोरता के साथ संबंधित है उन्हें जो मिला वह उसी तरह था जैसा कि सबसे नरम सतहों पर अधिकतम शाखाओं में बंटने के समान है तो इस मध्यवर्ती कठोर सतहों पर hMSCs ने अधिकतम स्पिंडल फैक्टर का प्रदर्शन किया और यह परिपक्व मांसपेशी कोशिकाओं के समान था परिपक्व मायोबलास्ट्स जो कि C2C12 कोशिकाएं थीं तो आप के पास मध्यवर्ती कठोरता सतहों पर अधिकतम बढ़ाव था दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने ब्लोबबिस्टैटिन के साथ ड्रॉ सेल्स का इलाज किया तो यह प्लस ब्लबिस्टैटिन है तो ब्लोबिस्टिन मायोसिन II गतिविधि को रोकता है इसलिएयह सुझाव देते हुए की इन रूपात्मक सूचकांकों केवल in vivo कठोरता में सहसंबंध नहीं रखते हैं लेकिन संवेदन के लिए मायोसिन II उत्पन्न संविदात्मक बलों की आवश्यकता होती है इसलिए जब आप मायोसिन II को रोकते हैं तो किसी भी तरह के आकार में परिवर्तन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो शुरुआती समय बिंदुओं पर ये परिमाणीकरण है इसलिए लेखकों ने ट्रांसक्रिप्ट प्रोफ़ाइल करने के लिए आगे बढ़े लेखकों ने ट्रांसक्रिप्ट प्रोफाइलिंग और इम्यूनोस्टेनिंग किया और उन्होंने देखा कि अगर मुझे कठोरता को फंक्शन के रूप में प्लॉट रचनी है तो आपके पास तीन क्षेत्र हैं सबसे नरम क्षेत्र जिसमें आपके पास मस्तिष्क की अनुकरण करनेवाला है तो यह मस्तिष्क की कोमल सीमा की नकल करता है तो नरम सब्सट्रेट पर hMSCs न्यूरोजेनिक लिनीएज प्रदर्शित करते हैं मध्यवर्ती सतहों पर कोशिकाएं मांसपेशियों की विशिष्ट लिनीएज का प्रदर्शन करती हैं और कठोर सतहों पर वे अस्थि विशिष्ट लिनीएज का प्रदर्शन करते हैं फिर अगर आप ब्लूबिस्टिन blebbistatin के साथ इलाज करते हैं तो यह प्लस ब्लॉब है यह बोर्ड भर डिफरेंटशिएशन को रोकता है अब क्या इसका मतलब यह है कि यह पहले डिफरेंटशिएशन कार्यात्मक मांसपेशी बनने के लिए पर्याप्त है तो क्या होगा यदि आप एक मांसपेशी सेल लाइन के लिए एक ही खेल खेलें तो जो आप पाते हैं वह एक मांसपेशी कोशिका रेखा के लिए उसी स्थान पर उसी चोटी को प्रदर्शित करता है जो 10 किलो पास्कल है लेकिन मांसपेशियों की अभिव्यक्ति है तो यह C2C12 कोशिकाओं का है जो कंकाल की मांसपेशी कोशिकाएं है C2C12 कोशिकाओं की औसत अभिव्यक्ति hMSCs की तुलना में अधिक है लेकिन C2C12 कोशिकाएं और hMSCs दोनों एक ही बिंदु पर शिखर का प्रदर्शन करती हैं जो 10 kPa है तो मांसपेशियों की लोच hMSCs पर व्यक्त पेशी पर phenotype की तरह एक मांसपेशी प्रदर्शित करते हैं लेकिन वे अभी तक कार्यात्मक मांसपेशी नहीं हैं कठोर सतहों पर समान यदि आप एक प्रतिबद्ध सेल लाइन के लिए हड्डी के संकेतों की प्लॉट करते हैं तो ये hFOB ओस्टियोब्लास्ट हैं और और फिर से हड्डी विशिष्ट लिनिएज के लिए hFOB ओस्टियो ब्लास्ट की अभिव्यक्ति hMSCs की तुलना में बहुत अधिक है हालाँकि प्रवृत्ति वही होती है और हम शिखर को देखते हैं जब कोशिकाएं हड्डी जैसे सतह पर प्लेट किया जाता है तो यह सवाल उठाता है इसलिए यदि भौतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या रासायनिक कारक खेल में नहीं आते यह वह विपप्रीत चीज है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रासायनिक कारक ही हैं जो स्टेम सेल भाग्य को नियंत्रित करते हैं इसलिए लेखकों ने जो किया वह प्रयोग था जिसमें 10 kPa पर चोटी के साथ आपका hMSC सिग्नल है जब आप इसे प्रतिबद्ध मांसपेशियों की कोशिकाओं C2C12 कोशिकाओं के लिए करते हैं तो आप क्या देखते हैं तो यह C2C12 कोशिकाओं के लिए है जो मांसपेशियों की कोशिका रेखाएं हैं और यह आपका hMSCs है यदि आप अभिव्यक्ति प्रोफ़ाइल में एक मांसपेशी प्रेरण कारक जोड़ते हैं तो यह hMSCs प्लस मांसपेशी इंडक्शन मीडिया है तो यह आपका घुलनशील क्यू है जो यह बताता है कि जब आप घुलनशील क्यू जोड़ते हैं तो आपके स्टेट की कठोरता एक स्वतंत्र रूप से बढ़ जाती है तो आपने अभी सभी सतहों पर आधार रेखा को स्थानांतरित कर दिया है लेकिन शिखर एक समान है शिखर भौतिक संकेत है और जब आप उचित कठोरता के साथ मांसपेशियों इंडक्शन मीडिया को जोड़ते हैं तो आप जो देखते हैं इन सतहों पर आपका संकेत C2C12 सेल लाइन के बहुत करीब है तो यह दर्शाता है कि आपकी अंतिम अभिव्यक्ति को माइक्रोएन्वायरमेंट और घुलनशील लिगैंड्स घुलनशील संकेतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह एक उदाहरण है जहां दो संकेतों का एक सहक्रियात्मक प्रभाव था यदि आपके पास दो संकेत हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं तो क्या होगा इसलिए सवाल यह है कि क्या होगा अगर ओस्टोजेनिक सिग्नल घुलनशील क्यू को नरम सब्सट्रेट पर जोड़ा जाता है तो hMSCs कैसे प्रतिक्रिया देगा तो नरम पर आप भौतिक क्यू से जानते हैं कि कोशिकाएं न्यूरोनल वंश में डिफरेंटशिएट करती हैं और आप ओस्टोजेनिक घुलनशील कारक डालकर सेल को भ्रमित कर रहे हैं तो अध्ययन ने क्या प्रदर्शन किया कि यह समय हफ्तों में है और आपके पास 4 सप्ताह का समय है यदि आप बीटा 3 ट्यूबलिन को ट्रैक करना चाहते हैं जो एक न्यूरोनल मार्कर है इसलिए लेखकों ने क्या देखा कि 1 सप्ताह की अवधि में न्यूरोनल मार्कर में वृद्धि हुई और फ्लैट रहे तो यह किसी भी घुलनशील क्यू के बिना है अगर लेखकों ने ओस्टियोजेनिक्स सीबीएफए अल्फा 1 और ओस्टोजेनिक मीडिया को जोड़ा है तो ओआईएम एक सप्ताह में ओस्टियो इंडक्शन मीडिया है और जो लेखकों ने 1 सप्ताह के बाद देखा आपके पास ओस्टोजेनिक कारक बढ़ रहा है और एडिपोजेनिक न्यूरोनल कारक कम हो रहा है तो यह मामला 1 सप्ताह के बाद जोड़े गए OIM से मेल खाता है तो हाँ यह आधारभूत था और आपके पास OIM में वृद्धि है तो यह ओस्टियो है तो यह एक ओस्टियो सिग्नल है और आपका बीटा तीन ट्यूबुलिन में एक गिरावट है और वह नीचे जाता रहता है तो न्यूरोनल मार्कर में गिरावट से हड्डी मार्कर में वृद्धि होती है हालांकि यदि आप 4 सप्ताह के बाद जोड़ते हैं यदि आप लंबे समय के बाद जोड़ते हैं तो आप जो देखते हैं वह बाद के समय बिंदु हैं जिन्हें हम 4 सप्ताह के बाद जोड़ते हैं या आप 3 सप्ताह के बाद जोड़ते हैं तो इस बिंदु के बाद शायद ही कोई गिरावट है और ऑस्टियो मार्कर में शायद ही कोई वृद्धि हुई है इसलिए यह परिवर्तन न्यूनतम है इसलिए जब OIM को 3 सप्ताह के बाद जोड़ा जाता है तो परिवर्तन न्यूनतम होता है तो यह दर्शाता है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है तो ताकत अगर आप यंत्रवत् रूप से 3 सप्ताह के लिए कोशिकाओं को कंडीशन करते हैं तो वे पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध हैं और ओस्टियो सिग्नल का अधिक प्रभाव नहीं होने वाला है इसलिए एक बार फिर मैंने कहा कि यदि आप ब्लूबिस्टिन के साथ अवरोध करते हैं तो कोई डिफरेंटशिएशन नहीं है यह सुझाव देते हुए की डिफरेंटशिएशन मायोसिन II पर निर्भर है तो यह डिफरेंटशिएशन मायोसिन II पर निर्भर है लेखकों ने जो पाया वह यह है कि मायोसिन IIB IIA की तुलना में एक मजबूत कठोरता निर्भरता प्रदर्शित करती है और जो कठोरता के साथ बहुत अधिक नहीं बदलती है तो यह सुझाव देते हुए कि शायद IIB कठोरता संवेदन से जुड़ा है और IIA संभवतः साइटोस्केलेटल संगठन में योगदान देता है इसलिए लेखकों ने आसंजन और सिकुड़न दोनों hMSCs के लिए प्रदर्शन किया था तो ECM की कठोरता के साथ ये दोनों पद बढ़ गए तो आप देखते हैं कि कोशिकाओं द्वारा लगाए गए मजबूत संकुचन बलों को स्थिर करने के लिए मजबूत परिवर्धन की आवश्यकता होती है लेखकों ने देखा वह C2C12 या hFOB जैसी परिपक्व कोशिकाओं की तुलना में था इसलिए ये मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं जो ओस्टियोब्लास्ट हैं स्टेम कोशिकाएं hMSCs अधिक मैकेनो संवेदनशील हैं इसलिए वे इन अवलोकनों को इन कोशिका रेखाओं के कॉर्टिकल कठोरता की जांच करके इस नतीजे पर पहुंचते है और उन्होंने देखा यदि यह मेरी अकड़न धुरी है तो ये C2C12 कोशिकाएं हैं और यह hFOB की प्रतिक्रिया है हालाँकि आपके स्टेम सेल एक मध्यवर्ती घटना को प्रदर्शित करते हैं तो hMSCs नरम सतहों पर मांसपेशियों की कोशिकाओं के गुण दिखाते हैं और hFOB stiffer सतहों की तुलना में hFOB के गुण होते हैं तो यह पता चलता है कि स्टेम कोशिकाएं अधिक मैकेनोन्सिटिव हैं तो क्या निहितार्थ है स्टेम सेल थैरेपी के अध्ययन के लिए क्या निहितार्थ हैं तो सबसे पहले MSCs परिवेश के प्रति संवेदनशील है और आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उस पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ेगा जिसमें hMSCs डिफरेंटशिएट कर रहा है एक अध्ययन था जिसमें उन्होंने एक रोधगलन मायोकार्डियल इंफाक्शॅन की नकल की hMSCs को इंजेक्ट किया तो आप आदर्श रूप से चाहते हैं कि hMSCs कार्डियोमायोसाइट्स में डिफरेंटशिएट करें हालांकि उनके आश्चर्य से लेखक ने पाया कि hMSCs कार्डियोमायोसाइट्स में डिफरेंटशिएट नहीं कर रहे थे और ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंटशिएट हो रहे थे तो यह पूरी तरह से खतरनाक होगा और यही कारण है कि कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट में अंतर करने के लिए पाया गया था क्योंकि जब भी आपको मायोकार्डियल रोधगलन होता है तो आपके पास फाइब्रोसिस होता है तो फाइब्रोसिस में कोलेजन के बहुत सारा तलछट है इसलिए यह स्थानीय रूप से मैट्रिक्स को कठोर कर देगा इसलिए इस विशेष अध्ययन के अनुरूप hMSCs तब सोचेंगे कि वे अधिक कठोर वातावरण में हैं और वे ओस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो यह महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है तो स्टेम सेल थेरेपी के लिए निहितार्थ विशालकाय है तो आप कहीं भी स्टेम सेल इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं उनसे अपेक्षित सेल प्रकार के निर्माण या डिफरेंटशिएट की अपेक्षा नहीं कर सकते तो इस समस्या को हल करने का एक तरीका यह है कि आप सबसे पहले स्टेम सेल लें जिससे आप उन्हें in vitro में कंडीशन कर सकें इसलिए जैसा कि आप शुरू में उन्हें अपनी पसंद के सेल में अंतर कर सकते हैं और फिर एक बार जब आप in vitro में इस तरह का अंतर देख लेते हैं तो आप उन्हें इंजेक्शन या उन्हें प्रत्यारोपण कर सकते हैं तो यह एक रणनीति हो सकती है दूसरी रणनीति यह है कि आप सेल जेल मिश्रण को इंजेक्ट करते हैं ताकि जेल एन्कोड उपयुक्त भौतिक क्यू के लिए हैं जो आप चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक बार कोशिकाओं को पर्याप्त रूप से डिफरेंटशिएट किया जाता है कि वे जेल को उस तरीके से फिर से तैयार कर सकते हैं जो संभव है इसलिए इसके साथ मैं यहां रुकता हूं अगली कक्षा में हम रोगों के मामले में मेकेनोबायोलॉजिकल नियमन के साथ शुरू करेंगे और कैसे मैकेनिकस कैंसर के लिए प्रासंगिक है ध्यान देने के लिए धन्यवाद